हेलो दोस्तों आज हम क्रिएटिविटी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं रचनात्मकता के संदर्भ में हम 2 व्याख्यान देंगे और पहला मामले मे जब हम रचनात्मकता के बारे में सिद्धांत करेंगे हम देखेंगे कि यह कैसे परिभाषित किया जाता है और रचनात्मकता के बारे में हमारा क्या कहना है और दूसरे व्याख्यान में हम देखेंगे कि हम वास्तव में विभिन्न उद्देश्यों के लिए रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग कैसे करें इसलिए हम पहली बात यह देखेंगे कि हम यह पता लगाएंगे कि आप कितने रचनात्मक हैं और जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया है हालांकि परिणामों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए वे कुछ निश्चित मन के बारे में संकेतक हैं जो आपके पास हैं कुछ निश्चित तरीकों के बारे में जो आप चीजों के बारे में महसूस करते हैं अपनी बातचीत के बारे में कि आपकी विचार प्रक्रियाएं और बातचीत कैसे होती हैं और वे आपके दिमाग के कुछ हिस्सों में अनलॉक होने के साथ साथ नई आदतों को सीखने में भी व्यावहारिक होने विचार और सोच की पुरानी आदतों को उजागर करने केबारे मे हम जानते हैं कि जिस तरह से रचनात्मकता को परिभाषित किया गया है वह हमेशा एक ऐसी चीज लाता है जो नई होती है कुछ जो अभिनव है कुछ जो अलग है और जिस तरह से इस बात को आगे बढ़ेंते हुए हम चर्चा करेंगे हमें बताया गया है कि यह अन्यथा कुछ नया बनाने की क्षमता है चाहे वह किसी समस्या का नया समाधान हो नई पद्धति एक उपकरण नई कलात्मक वस्तु या रूप हो इसलिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में नए तत्व जिन्हें स्वीकार या महत्वपूर्ण माना जाता है वे हैं जो हम उदारतापूर्वक एक महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान के रूप में मानते हैं हालांकि रचनात्मकता की एक बड़ी परिभाषा और रचनात्मकता की एक छोटी परिभाषा है रचनात्मकता की बड़ी परिभाषा रचनात्मकता है जिसमें रचनात्मकता का उदाहरण है जिसने इतिहास बनाया है या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है दृश्य रूप से कला संगीत पेंटिंग और संस्कृति अध्ययन सामान्य रूप से ज्ञान के तरीके लेकिन रचनात्मकता का छोटा पहलू जब हम रचनात्मक गतिविधियाँ करेंगे तो पाठ्यक्रम किरणकेन्द्र होगा हम छोटी समस्याओं को उठाने और उनके बारे में रचनात्मक हो कर रचनात्मक विचारों से निपटेंगे और हम कभी भी किसी ऐसे समय पर नहीं जानते हैं की जो हमें पता चले कि ये अभी भी अधिक परिष्कृत और अधिक महत्वपूर्ण रचनात्मक विचारों को परिष्कृत कर सकते हैं अब बात यह है कि यह वह अंक है जिसे मैं थोड़ा पहले पारंपरिक रूप से समझने की कोशिश कर रहा हूं आप देखते हैं कि एक कलाकार अगर रचनात्मकता की पारंपरिक परिभाषा को देख रहे हैं तो उसे रचनात्मक और वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि वे तर्कसंगतता तर्क विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग करते हैं जो रचनात्मक नहीं माने जातो थे अब इस तरह के द्वंद्ववाद का अस्तित्व एक निश्चित समय तक था जहां आप देखते हैं कि 20 वीं सदी के उत्तरार्ध के मध्य में फिर सेचे धर्मान्तरित हुए मैं इस बारे में एक अंक बनाना चाहूंगा यदि आप पश्चिमी परंपरा के इतिहास को देख रहे हैं क्योंकि हम इससे बहुत प्रभावित हैं तो हम पाते हैं कि पुनर्जागरण में मानव कला संगीत के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण था यदि हम एक उदाहरण के रूप में दा विंची को लेते है तो हम पाते हैं कि दा विंची एक वैज्ञानिक थे वह एक शरीरविज्ञानी थे वह एक दृश्य कलाकार भी थे वे ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने प्रकाशिकी को परिप्रेक्ष्य की अवधारणा के मूल सिद्धांतों का पता लगाया यदि आप माइकल एंजेलो जैसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि वह एक वास्तुकार मूर्तिकला चित्रकार थे और वह एक कवि भी थे इसलिए हम विभिन्न गुणों के रचनात्मक गुणों और विज्ञान और कला के बीच के द्वंद्व का पता लगाते हैं मानविकी उस बिंदु से डूब जाती है और फिर मौलिक रूप से जिस तरह से हम चीजों को देखते हैं और हमारे पास सोचने का वैज्ञानिक तरीका था और हमारे पास स्पष्ट रूप से रचनात्मक तरीका था जैसे की कलाकारों ने सोचा और वह हैंगओवर बहुत लंबे समय तक जारी है लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मकता मौजूद है और जैसा कि स्पष्ट रूप से संकेतित है कि हम उन तथ्यों के बीच अंतर नहीं कर रहे हैं जो रचनात्मकता लगभग सभी विषयों में मौजूद हो सकती है हालांकि विज्ञान में दृश्य कला मे या संगीत में रचनात्मक को क्या माना जाना चाहिए मगर ये बहुत अलग हो सकता है जिन्हें एक प्रतिभा माना जाता है विज्ञान के क्षेत्र में या संगीत में या चित्रकला में प्रतिभाशाली माना जाना बहुत अलग हो सकता है इसलिए वे अंतर मौजूद हैं और हमें इस तथ्य का सम्मान करना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न चीजों को महत्वपूर्ण माना जाता है और यह निर्धारित करता है कि हम रचनात्मकता की अवधारणा को कैसे देखते हैं लेकिन जो भी प्रकृति नए विचारों को उत्पन्न करती है वह विभिन्न क्षेत्रों में होती है रचनात्मकता कौशल बुद्धि और प्राकृतिक क्षमता ओं का संयोजन है यदि आप रचनात्मक प्रतिभा की रचनात्मकता को देख रहे हैं हम समझते हैं कि नए विचार के साथ आने वाली कुछ नई चीजें निश्चित रूप से हैं लेकिन कौशल स्मृति की कल्पना की किस डिग्री ने हमें कहा कि ड्राफ्टमैनशिप दा विंची को लागू करता है लाइनें बिल्कुल बेदाग हैं शिल्प कौशल भी आता है रचनात्मकता को कौशल बुद्धिमत्ता चीजों का विश्लेषण करने की क्षमता चीजों को समझना और सहज प्राकृतिक क्षमताओं को जैविक रूप से संचालित किया जाता है इन सभी चीजों को रचनात्मकता को प्रतिभाशाली बनाने के लिए संयुक्त किया जाना है लेकिन सामान्य जीवन में जैसा कि हमने बताया थोड़ा पहले जो हम बात के अगले भाग में ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं हम सभी नए दिलचस्प रचनात्मक विचार उत्पन्न कर सकते हैं और यह बाद के समय में हमारा ध्यान केंद्रित करने वाला है हालांकि अभी हमें जल्दी से विभिन्न प्रकार के मॉडल देखे यदि आप यूरोपीय परंपरा को देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि २० वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में रचनात्मकता की अवधारणा के बारे में अन्वेषणों शुरू हुई और लोग इसके बारे में सोचते हैं वे इसके बारे में एक गंभीर तरीके से सोचने लगते हैं और इसके 4 या 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया जैसे कि आपके पास तैयारी है और जहां आप इस समस्या पर काम करने के लिए तैयार हैं इस विशेष समस्या पर अपने दिमाग को केंद्रित करें और समस्याओं के आयामों का पता लगाएं जहां यह अचेतन मन में नजरबंद है चीजें हो रही हैं कनेक्शन बनाए जा रहे हैं तंत्रिका नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है लेकिन यह सब तब हो रहा है जब शायद हम इसके बारे में जानते भी नहीं हैं तो यह अवचेतन मन के अचेतन में हो रहा है तो इनक्यूबेटिंग वह जगह है जहाँ सतह के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है आप महसूस करते हैं कि समाधान हो सकता है कि आप वहाँ हैं जो आपको मिल गया है रोशनी है या अंतर्दृष्टि है जहाँ आपको लगता है कि अच्छी तरह से समाधान मिल गया है अब यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि अंतर्दृष्टि अचानक आती है और परीक्षण और त्रुटि सीखने से अलग होना पड़ता है जहां सुधार धीरे धीरे होते हैं साइकिल चलाना सीखना मे सुधार धीरे धीरे आता है ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही दिन में चक्र सीखते हैं यह सीखना बहुत क्रमिक है दूसरी ओर आप एक गणितीय समस्या पर काम कर रहे हैं और आप कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं समाधान आपके पास अचानक आता है अब यह वह जगह है जहां आपके पास एक अंतर्दृष्टि है क्योंकि इसका स्पष्ट रूप से परीक्षण और त्रुटि के साथ कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यह चल रहा था क्योंकि समाधान उस चीज से बहुत अलग है जो आप पहले के उदाहरणों में करने की कोशिश कर रहे हैं हालाँकि जिस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि आपके दिमाग के भीतर कुछ प्रक्रियाएँ चल रही थीं और फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप इसके बारे में जानते हैं पहले आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी यह पत्थर या चट्टान के टुकड़े को हथौड़े से मारकर तोड़ने की कोशिश करने जैसा है और आप पाते हैं कि आप इसे 10 5 बार 20 बार मारते रहें लेकिन 30 बार 31 बार दरार पड़ सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि पहले के 30 धमाके दरार महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते थे बात यह है कि यह केवल 31 वें के साथ दिखाई देगा तो सतह के स्तर पर यह दिखाई देता है और फिर सत्यापन करें कि आपको यह पता चलता है कि यह विचार कितना वास्तविक है और कितना सार्थक है अन्य मॉडल मौजूद हैं जिनमें आपको व्यक्तिगत रूप से अनुभव कार्यों और अंतर्दृष्टि रोजमर्रा की समस्या को सुलझाने और रचनात्मक अभिव्यक्तियों की सार्थक व्याख्या है जो पेशेवर या व्यावसायिक रूप से रचनात्मक लोगों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं जो जरूरी नहीं है हालांकि कि मेरा मतलब यह है की रचनात्मकता है दिए गए क्षेत्र में एक गेट है तो आप देखते हैं कि यह इन अवधारणाओं में लाता है इनमें से छोटे सी दूसरे के रूप में जाने जाते हैं और तीसरे सी बड़े सी के रूप मे जाने जाते है ये अवधारणाएँ रचनात्मकता के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है और रचनात्मकता को देखने के विभिन्न तरीके लाती है साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आगे रचनात्मकता के दायरे को व्यापक बनाते हैं तब आप पाते हैं कि १ ९ ६० और ७० के दशक में दौर शुरू करने वाली एक और अवधारणा एडवर्ड डी बोनोस के साथ बहुत लोकप्रिय हो गई जो कि अभिसारी की अवधारणा के रूप में रूपांतरित सोच का विरोध करती है अभिन्न सोच केंद्रित है यह एक विशिष्ट क्षेत्र पर स्थित या केंद्रित है और यह अनिवार्य रूप से एक व्यवहार या एक सोच के व्यवहार को हल करने वाली एक समस्या है भिन्न सोच लचीली सोच वह है और लचीली सोच थोड़ी अलग होती है लेकिन यह अलग सोच वहा है जहां आपकी सोच विसरित है यह चंचल है यह विभिन्न प्रकार की चीजों के बीच तार्किक संबंधों में मौलिक रूप से अनुचित बनाने की कोशिश कर रही है और यह चंचलता बहुत ही दिलचस्प और नए विचारों को जन्म दे सकती है वास्तव में दूसरी तरफ लचीली सोच आपके सोचने के तरीके को बदलने की क्षमता है एक पल में आपकी सोच का मार्ग को बदलने के क्षमता है यह भी रचनात्मकता के लिए प्रासंगिक है लेकिन सीधे तौर पर अलग सोच के साथ बराबरी करने के लिए नहीं है तब आप देखते हैं कि आपके पास नए मॉडल हैं जो रचनात्मकता के लिए कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोणों का पता लगाते हैं जो कि स्पष्ट और अंतर्निहित प्रसंस्करण को देखते हैं जिस तरह से मस्तिष्क संचालित करता है जिस तरह से मस्तिष्क जानकारी की प्रक्रिया करता है और कैसे अंतर्निहित प्रसंस्करण स्पष्ट प्रसंस्करण उनके अंतर उनकी समानताएं उनके सह अस्तित्व उनके इंटरचेंज उनके विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है जो सिद्धांतों के इस विशेष सेट में हाइलाइट किए गए हैं जो हाल ही में काफी हालिया सिद्धांत हैं मैं इनमें से कुछ को छू रहा हूं आप इनमें से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए Google पर विभिन्न स्थानों को देख सकते हैं क्योंकि वे आपके लिए दिलचस्प हो सकते हैं हालांकि अभी मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर रचनात्मकता का एक कंप्यूटर मूल्यांकन है यह भी एक ऐसी चीज है जिसे ध्यान में रखा जाता है और यही आपको पहले की स्लाइड में मिला था साथ ही मस्तिष्क कार्य को देखत है ताकि यह समझने के लिए कि रचनात्मकता कैसे होती है एक पल में उस पर आ जाएगे लेकिन यहाँ कुछ अंक हैं जो अत्यधिक विवादित क्षेत्र हैं हम उन पर नहीं टिकेंगे यदि आप रुचि रखते हैं तो आप हमेशा प्रासंगिक पुस्तकों और वेबसाइटों और कागजात का पता लगा सकते हैं और इनमें से कुछ लिंक आपको दिए जाएंगे और आप उन्हें अपने दम पर तलाश सकते हैं अब डी बोनो एडवर्ड पर्सन जो रचनात्मक सोच के इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हो गए ने बुद्धिमत्ता के बारे में पारंपरिक विचारों की आलोचना शुरू की अब मैं थोड़ी देर बाद विस्तार से चर्चा करूंगा तो बुद्धि आईक्यू की अवधारणा से इन सभी चीजों को चुनौती दी जाती है और जो तर्क सामने रखा जाता है वह यह है कि यदि आईक्यू काफी अच्छा है तो ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग सफल नहीं हैं या एक निशान बनाने में सक्षम नहीं हैं या यहां तक कि संवाद करने रचनात्मकता या दिखाने में सक्षम नहीं हैं दूसरा डैनियल गोलमैन है जिसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और जिसने ईक्यू और उस सभी जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया अब यह वह अवधारणा है जो बुद्धि को दिमाग विश्लेषणात्मक कौशल से कुछ अन्य विशेषताओं से अलग करती है जो मन के अन्य कौशल के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं अब कुछ अन्य व्याख्यानों में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता कर रहे हैं जहाँ इसके विवरण पर चर्चा की जाएगी लेकिन उन्हें रचनात्मकता की अवधारणा के साथ साथ बुद्धिमत्ता की अवधारणा के विरुद्ध खड़ा किया जा सकता है और 1960 और 70 के दशक में फिर से बहुत ही दिलचस्प परीक्षण विकसित किए गए और ये परीक्षण हमें फिर से अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि वास्तव में क्या है कि लोगों ने रचनात्मकता के निर्माण के तहत खोज और विश्लेषण करने की कोशिश की अब प्लॉट टेस्ट असामान्य शब्द एसोसिएशन टेस्ट या असामान्य आकृति एसोसिएशन टेस्ट रिमोट एसोसिएशन टेस्ट थे अब इन सभी परीक्षणों ने अनिवार्य रूप से पता लगाने की कोशिश की की इनमें से कुछ विशेषताएं हो सकती हैं वह प्रवाह है उद्दीपक या उद्दीपन के जवाब में उत्पन्न व्याख्यात्मक सार्थक प्रासंगिक विचारों की कुल संख्या है कितनी जल्दी कितनी सहजता से कोई व्यक्ति नए विचारों मौलिक विचारों के साथ आने में सक्षम है जिस पर हमने फिर से बात की ये विचार कितने असामान्य हैं क्योंकि सामान्य विचार ऐसे विचार होते हैं जो हर कोई उत्पन्न कर सकता है लेकिन असामान्य विचार ही रचनात्मक लोगों ही उत्पान कर सकते है अब उनमें से कुछ सार्थक रूप से रचनात्मक और विस्तृत हो सकते हैं इन चीजों के विवरणों की मात्रा इतनी है कि आप वास्तव में उन्हें विशिष्ट अनुप्रयोगों उत्पादों या यहां तक कि सिद्धांतों में विकसित कर सकते हैं आप एक सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहे है जो बुद्धिमानी का सिद्धांत कहें अब आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि इंटेलीजेंस अलग अलग प्रकार की हो सकती है जो अच्छी बात नहीं है यदि आप विभिन्न श्रेणियों की बुद्धि को पहचानने और उनके बीच अंतर करने में सक्षम हैं और बताएं कि वे कैसे काम करते हैं तो आप प्रस्तावित करता है जिस तरह से माली अपनी 7 प्रकार की बुद्धि के साथ करते हैं एक वैचारिक रूप से आप किसी उत्पाद को नवाचार के विवरण को विकसित कर सकते है यहां तक कि पीने की बोतल जैसे एक छोटे से उत्पाद के साथ जहां आप कहते हैं कि आपके पास विभिन्न प्रकार के अभिनव उपाय हैं जो आप इसे देखेंगे कि यह रिसाव नहीं करता है यह टूटने की प्रारंभिक चेतावनी देता है इसमें पोर्टेबिलिटी है इसमें संगतता है यह किसी प्रकार का हैंडल है या छोटे विवरण होते हैं जो इसे बहुत सार्थक बनाते हैं यहां तक कि छोटे उत्पादों में भी बहुत सारे रचनात्मक विवरण हो सकते हैं फिर आप इन सभी मामलों में दृश्य श्रवण साहचर्य मे देखते हैं जो शायद इन प्रवाह मौलिकता और विस्तार को महत्वपूर्ण मानते हैं और रचनात्मकता के तत्व को जोड़ सकते हैं चाहे हम रचनात्मकता के परीक्षणों या रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मामलेमे रचनात्मकता के वास्तविक अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे हों अगर हम क्रिकेट के उदाहरण को देखते हुए कह सकते हैं कि मैं 2 1 के बारे में सोच सकता हूं जो गुगली से संबंधित है जहां आप देखते हैं कि यह निश्चित रूप से रचनात्मक विचार है क्योंकि इसमें धोखा शामिल है आप अपने हाथ को एक विशेष तरीके से स्थानांतरित करते हैं और गेंद को अलग दिशा में ले जाता है जो कि प्रत्याशित से अलग है इसलिए यह एक बहुत ही रचनात्मक विचार था और उदाहरण के लिए हेलीकॉप्टर शॉट जो फिर से हाल ही में किया गया नवाचार है इसमें बहुत अधिक अनुप्रयोग प्रयोज्यता और दक्षता है और यह एक बहुत ही मौलिक रूप से अलग अस्वाभाविक पाठ्यपुस्तक के तरह की नाही है तो यहाँ भी रचनात्मकता का एक तत्व है जो कोई इसे पूर्ण करता है इसे बनाता है और असामान्यता और अप्रत्याशितता और वास्तव में इसे क्रियान्वित करने में निपुणता ये सभी इस सफल रचनात्मक उत्पादों को बनाने जा रहे हैं जो अन्य लोग लेते हैं और उपयोग करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि अभी अगर मैं बहुत जल्दी जाता हूं कि हमने अब तक क्या किया है तो हमने रचनात्मकता की परिभाषा को देखा है रचनात्मकता के विभिन्न मॉडल को हमने देखा है IQ बनाम रचनात्मकता के बारे में बात की है हमने कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात की है जिन्हें बार बार परीक्षण या जो कुछ भी हो के रूप में अन्वेषण से दूर किया गया है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कंप्यूटर और रचनात्मकता कृत्रिम बुद्धिमत्ता रचनात्मकता इस क्षेत्र से संबंधित ये अवधारणाएँ व्यवस्थित तरीके से खोजी जा रही हैं इसलिए हमने अंतर्निहित और स्पष्ट प्रसंस्करण के बारे में बात की एक अन्य क्षेत्र है जो फिर से काफी हद तक महत्व है की मस्तिष्क की गतिविधि के रचनात्मक व्यवहार के दौरान कई प्रारंभिक खोजपूर्ण अध्ययन भी हुए हैं तो आप पाते हैं कि स्पष्ट रूप से कठिनाइयाँ हैं क्योंकि आपको यह परिभाषित करना होगा कि रचनात्मक व्यवहार से आपका क्या अभिप्राय है जो कि गैर रचनात्मक व्यवहार का विरोध करता है लेकिन परिभाषा की समस्या के साथ यदि आप इसका प्रबंधन करते हैं कि परिभाषा में क्या है तो आपने पाया है कि आप हैं अन्वेषणों का उपयोग करते है जिससे संकेत मिलता है कि मस्तिष्क की गतिविधियाँ रचनात्मक संदर्भों के साथ साथ रचनात्मक व्यवहार के लिए भी भिन्न हैं आप पाते हैं कि कोर्टेक्स और ललाट लोब के कुछ हिस्से विशेष रूप से हैं जहाँ एक विशेष प्रकार की गतिविधियाँ असंबद्ध रूप से होती हैं जिन्हें उस तरह की गतिविधि में एक साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए जो कुछ रचनात्मक प्रक्रियाओं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के दौरान सक्रिय होते हैं जो मस्तिष्क के भीतर उत्पन्न होते हैं जो आम तौर पर अन्य प्रकार के लोगों के लिए या अन्य प्रकार की विचार प्रक्रियाओं के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं तो यह सिर्फ एक अंतर्दृष्टि है जो कि अनुसंधान की एक बड़ी मात्रा का एक टुकड़ा है जो क्षेत्र में चल रहा है वास्तव में काफी सामान्य संख्या में दिलचस्प किताबें सामने आई हैं जो मस्तिष्क गतिविधियां के बारे में बात करती हैं जिसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क गतिविधियां जो रचनात्मकता से जुड़ी हुई हैं और शायद मैं उन क्षेत्रों में आपके साथ 1 या 2 पेपर साझा करूंगा एक और दिलचस्प पहलू जिसके साथ हम शुरू हुए थे वह था पश्चिमी संदर्भ में रचनात्मकता की ऐतिहासिक परिभाषा पश्चिमी संदर्भ के बारे में बात करके हम जाहिर है इस तथ्य से खुद को अवगत कराएं कि पश्चिमी संदर्भों के स्पष्ट कंबल शब्द के भीतर भी अन्य संदर्भ हैं हमें विशिष्ट देशों के संदर्भ में अलग अलग अंतर बताने दें जो रचनात्मकता को विभिन्न तरीकों से परिभाषित करते हैं शुरू करने के लिए यदि आप यह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं वास्तव में चर्चा मंच में नहीं जानता हूं शायद हम इसे एक साथ तलाशने की कोशिश करेंगे क्या हम पारंपरिक रूप से अपनी परंपरा में रचनात्मकता की अवधारणा रखते हैं हमारी परंपरा में किसी समय एक प्रतिभा की अवधारणा है जब लोग दृश्य कला और विशेष रूप से साहित्यिक कला की अवधारणा की खोज कर रहे थे प्रतिभा के रूप में जाना जाता था जो प्राचीन संस्कृत में खोजी गई थी लेकिन यही एकमात्र चीज है जो रचनात्मकता के तत्व से संबंधित हो सकती है लेकिन दिलचस्प रूप से प्रतिभा की इस अवधारणा पर विशेष रूप से साहित्यिक कलाओं के संदर्भ में जोर दिया गया या ध्यान केंद्रित किया गया हालांकि इस अवधारणा को अन्य कला रूपों तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन दिलचस्प रूप से मैंने आपको बताया कि यह अन्य प्रकार की गतिविधियों जैसे दर्सना कि अन्य प्रकार की विश्लेषणात्मक गतिविधियों तक विस्तारित नहीं थी गतिविधियों की खोज कहे खगोल विज्ञान ज्योतिष और उस तरह की चीजों के बारे में बताती है जिन मामलों में यह उदारतापूर्वक व्यवस्थित तरीके से नहीं खोजा गया था लेकिन शायद यह एक भारतीय अवधारणाकी है काव्य प्रतिभा है और यह दिलचस्प रूप से अन्वेषण करें कि वे कौन से गुण हैं जिनकी पहचान की जाती है हो सकता है कि मैं जो करूंगा वह एक त्वरित परिभाषा हो इस संक्षेप में नीचे दिए गए अंकों पर काम करने की परिभाषा है और इसे एक चर्चा मंच में साझा करें ताकि आप है भारतीय संदर्भ में रचनात्मकता के कुछ दिलचस्प अन्वेषण कर सके लेकिन भारतीय संदर्भ में आज रचनात्मकता का क्या अर्थ है इसकी एक और दिलचस्प अवधारणा हमारे पास भी हो सकती है इसलिए फिर से विभिन्न संस्कृतियों में चर्चा मंच के माध्यम से हमें रचनात्मकता के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है और हम इसे चर्चा मंच में डालेंगे अब आप देखते हैं कि कई पश्चिमी परंपराएं व्यक्तिगत केंद्रित हैं ध्यान आंख और स्वयं पर है और ऐसे मामलों में आप पाते हैं कि व्यक्तिवाद के संदर्भ में रचनात्मकता को परिभाषित करने की प्रवृत्ति है हालाँकि पूर्वी परंपरा में सामूहिक संस्कृतियां हैं उदाहरण के लिए जिसे चीन के मामले में यहां तक कि पारंपरिक भारत की रचनात्मकता के मामले में बहुत बार पता लगाया जाता है की एक परंपरा के भीतर नंबर 1 और एक सामूहिक या सहयोगी कार्य के भीतर नंबर 2 को पता लगाया जाता है वास्तव में एक और पुस्तक है जो पुस्तक का एक हिस्सा है जिसे मैं आपके साथ साझा करूंगा और कुछ मूल विचार मैं आपके साथ साझा करूंगा मैंने यह व्याख्यान नहीं किया है लेकिन स्लाइड्स में मैं पुस्तक का नाम शामिल करूंगा वह सहयोगात्मक रचनात्मकता रचनात्मकता एक सहयोगी कार्य के रूप में रचनात्मकता एक विसरित कार्य के रूप में लोगों के एक समूह के बीच फैला हुआ है रचनात्मकता जो एक परंपरा से उत्पन्न होती है वो ऐसी चीज है जिसे खोजे जाने पर शुरू किया जा सकता है और इसके प्रौद्योगिकी के संदर्भ पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं क्योंकि तकनीकी रचनात्मकता का बहुत सहयोगी है वर्तमान में जो पाठ्यक्रम लिखे गए हैं उनमें से अधिकांश बहुत रचनात्मक हैं लेकिन वे सहयोगी कार्य हैं और आप देखते हैं कि सभी भीड़ सोर्सिंग एक अलग मुद्दा है एक साथ मैं इसके बारे में बात करूंगा जब हम कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करेंगे और मैंने पहले ही इस पर सोशल मीडिया का संदर्भ मे चर्चा की है हम पाते हैं कि कुछ अन्य उदाहरण हैं जहाँ आप देखते हैं कि सामूहिक रचनात्मकता मौजूद है जैसे कि कारीगर समुदायों में हम कहते हैं कि यदि आप बंगाली पट्टू पेंटिंग या उड़िया पट्टू पेंटिंग की परंपरा देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि शिल्पकार एक दूसरे से सीखते हैं एक दूसरे से बुनियादी तकनीकें सीखी जाती हैं लेकिन आप पाते हैं कि उस लचीलेपन के भीतर कुछ खास तरह के बदलावों को बढ़ावा दिया जाता है कुछ नए विषयों को प्रोत्साहित किया जाता है और एक सामूहिक रचनात्मकता होती है जो दूसरे से सीखता है कि यह उसकी विशिष्ट मौलिकता के साथ संचारित होता है तो आप देखते हैं कि वहाँ सहयोग है और वैयक्तिकता है तो कहसकते है की दिनो चीजो का एक साथ समृद्धि होत हैं तो इनमें से कुछ कारीगर खुद को यह कहते हुए व्यक्त करते हैं कि हमें सीखना होगा और हमें परंपरा के भीतर काम करना होगा हम सहयोग से कम करहे हैं लेकिन इसके भीतर मेरा व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जो व्यक्त हो जाता है ताकि रचनात्मकता की अवधारणा का एक और सामूहिक अन्वेषण हो उदाहरण के लिए चीन में कुछ अन्य क्षेत्रों में काम के सामाजिक प्रभाव को महत्वपूर्ण माना जाता है कुछ अन्य स्थानों में रचनात्मकता के समकक्ष Equivalent कोई शब्द नहीं है और कुछ स्थानों पर रचनात्मकता जीवन के साथ मुकाबला करने की क्षमता है जो दूसरों को हो सकती हैं रचनात्मकता के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें जैसे कि अलग अलग सोच या समस्याओं का समाधान आदि यह फिर से दिलचस्प है कि हमें इस तथ्य के बारे में कैसे पता होना चाहिए कि रचनात्मकता एक अवधारणा है जिसमें परिभाषाओं के सापेक्ष सेट होते हैं जिसके आधार पर विशेष श्रेणी के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं अभी भी परिभाषित करना मुश्किल है इसलिए मैं इस समस्या में बुद्धि अंतर्ज्ञान चेतन और अचेतन आदेश विकार पारंपरिक अपरंपरागत बाएं मस्तिष्क दायां मस्तिष्क मौलिकता विशिष्टता अंतर को लाऊँगा जिसे आप देखते हैं कि आप बहुत सारी चीजें बहस मे पाते हैं जो रचनात्मक है जो रचनात्मक नहीं है और कुछ मामलों में आप पाएंगे कि सभी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है कोई व्यक्ति इस धारणा को भी चुनौती दे सकता है कि कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि रचनात्मक विकार है क्योंकि यह अलग सोच को जन्म देता है लेकिन कुछ अन्य कह सकते हैं कि कोई भी आदेश रचनात्मकता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है पारंपरिक के साथ साथ एक परंपरा के भीतर अपारंपरिक रूप से आपके पास रचनात्मकता हो सकती है जो एक समुदाय के भीतर फैली हुई है तो उस मामले में यह कुछ मायनों में पारंपरिक है तो आपके पास रचनात्मकता की एक विस्तृत श्रृंखला और बहस की एक विस्तृत श्रृंखला है जो रचनात्मक क्या है के बरेमे है रचनात्मक क्या नहीं है और इसे कैसे परिभाषित किया जाए यह आपको केवल इस तथ्य से अवगत कराने के लिए है कि इस तरह की समस्याग्रस्त मुद्दे और ऐसी समस्याएं मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद हम चर्चा के बाद वापस आने के बाद इन तीन बिन्दुवो पर आते है जो यह मौलिकता की अवधारणा है जो कुछ अलग है और उल्लेखनीय रूप से बदल रही है एक उल्लेखनीय रूप से परिवर्तनशील ताकि चीजों की संपूर्ण धारणा बदल जाए अब ये ऐसे गुण हैं जो बार बार कई परंपराओं में दोहराए जाते हैं एक कामकाजी परिभाषा के लिए लोग आज इस का उपयोग करते हैं और अगला आंक यह है कि यदि आप इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो वे नरम कौशल के संदर्भ में कैसे प्रासंगिक हैं वे नरम कौशल के संदर्भ में प्रासंगिक हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जो मूलभूत मुद्दे सामने आते हैं वे नए विचारों को पैदा कर रहे हैं नई तकनीकों को नए समाधान को रणनीतियों को विकसित कर रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं जब आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इनमें से बहुत को रचनात्मकता कौशल की आवश्यकता होती है और इसलिए रचनात्मकता के कुछ सैद्धांतिक पहलुओं से जल्दी गुजरने के बाद हमें रचनात्मकता में कुछ गतिविधियों को करने की आवश्यकता होगी हालांकि इससे पहले कि हम कुछ भी रचनात्मक करने के लिए जाए मैं एक आंक बनाना चाहूंगा जो यह है कि मन को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो आपने सीखी गई चीजों को अनलेरनिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है आप बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन अगर आप घमंडी हैं तो आप कभी रचनात्मक नहीं हो सकते अहंकार और बुद्धि एक साथ होने पर बहुत खराब हो सकती है और मैं केवल उन अंको पर संपर्क करना चाहूंगा जो इस विशेष चीज के बारे में एडवर्ड डी बोनो द्वारा बनाए गए हैं कलात्मक बनाम वैज्ञानिक कि वे कैसे भिन्न हैं वे केवल यहाँ सूचित किए गए हैं समस्या को हल करने की एक और चीज़ जिसकी मैंने पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से स्लाइड्स मे चर्चा की है और आपको इनके बारे में पता चल जाएगा इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे जब आप स्लाइड्स देखेंगे तो आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी इसलिए हम उस समय को छोड़ देंगे जो समय हमारे लिए सीमित है अभी हम जो देख रहे हैं वह यह है कि बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है और यद्यपि अकादमिक क्षेत्र में डी बोनों विवादास्पद है और लोग कुछ सिद्धांतों को चुनौती देते हैं जिन्हें उन्होंने विकसित किया है और पहचानते हैं कि उनमें से कई केवल कुछ विशेष प्रकार की सोच के लिए है सीधे तौर पर बुद्धिमत्ता की अवधारणा से संबंधित नेही हैं किसी को भी यह महसूस नहीं होता है कि शायद घर की सच्चाई बहुत है अगर वह अकादमिक रूप से सत्य नहीं है कि वह बुद्धि के बारे में क्या कहती है और ये उन बिंदुओं पर कदम रख सकते हैं जो वह करता है कि वह नए विचारों की एक पीढ़ी के भीतर रचनात्मक होने की दिशा में शुरू करें और कदम बढ़ा सकते है आप देखते हैं कि जिस तरह से हमने बुद्धिमत्ता की अवधारणा को विकसित किया है हम इसे एक तरह के अर्थ भर के साथ ले जाते हैं जो हमें बताता है कि अगर कोई बुद्धिमान है और शायद या उज्ज्वल शायद वह अधिक रचनात्मक होना चाहिए तो उसे और अधिक प्रभावी होना चाहिए और इसी तरह इत्यादि यह बहुत बार नहीं होता है क्योंकि आप देखते हैं कि जैसा कि गोलेमैन ने आसानी से स्पष्ट किया है और आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर बात कर चुके हैं रचनात्मकता बुद्धि सामाजिक रूप से सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है या आपके जीवन में उस मामले के लिए भी सफल है क्योंकि आप के पास बुद्धि हो सकते हैं लेकिन आप इसे कड़ी मेहनत और अन्य चीजों को ध्यान में नहीं ला सकते हैं जो इसके साथ आवश्यक हैं और आप देखते हैं कि मानसिक क्षमता अपने आप में अच्छी नहीं है आपके पास बुद्धि परीक्षण हैं जो आपकी क्षमता मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करते हैं लेकिन क्या वे आपकी धारणा का परीक्षण करते हैं क्या वे आपके ध्यान का परीक्षण करते हैं अब आप देखते हैं कि क्षमताओं से इतर आपको इन गुणों का भी निर्माण करना होगा धारणा की योग्यता फोकस के गुण और इसी तरह के गुणों का निर्माण करना होगा तो बुद्धिमत्ता एक तरह की क्षमता है यह एक ऐसी चीज है जिसे दिया जाता है लेकिन इसका उपयोग करना होता है यदि आप पहले याद करते हैं तो मैंने धारणा और ध्यान के बारे में बात की थी अवधारणात्मक क्षेत्र में आप सब कुछ की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं लेकिन यह केवल वही है जो आप इसमें भाग ले सकते हैं जो आप रजिस्टर करते हैं इसी तरह से चारों ओर बुद्धि की यह ऊर्जा है लेकिन केवल जब इसे सार्थक तरीके से लागू किया जाता है तो क्या यह वास्तव में सफल हो सकता है यह बहुत ही शक्तिशाली कार और खराब ड्राइवर के बीच अंतर की तरह है जैसे कि डी बोनो का सुझाव है और एक मामूली अच्छी कार और एक बहुत ही सावधान और सक्षम ड्राइवर अब संभावना यह है कि हालांकि बहुत कम समय के लिए अधिक शक्तिशाली कार सफलता दिखा सकती है यह दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और यह कहानी का अंत हो सकता है जहां एक अधिक सावधान चालक मस्तिष्क की ऊर्जा को चैनलाइज़ करने में सफल होगा भले ही ऊर्जा और संसाधन अधिक सार्थक और रचनात्मक तरीके से सीमित हों बुद्धिमत्ता अहंकार क्षमता का बचाव जैसे कई गुणों को जोड़ती है तो आपके पास अहंकार है जिसे आपको बहुत बार अनजान करना होगा स्वीकार करें कि किसी और के पास अंक हो सकते हैं जो सार्थक हैं क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप क्या करेंगे की आप बहस करेंगे यदि दूसरा व्यक्ति आपके जैसा बुद्धिमान नहीं हो सकता है लेकिन वह सही बात बता सकता है दूसरी ओर आप तर्क करते हैं क्योंकि आप अधिक बुद्धिमान हैं और आप आश्वस्त हैं इसलिए आप देखते हैं कि आपके अंकों पर ध्यान दिया जाता है कि आप जीत जाते हैं लेकिन क्योंकि आप देखते हैं कि आपने दूसरों को एक मौका नहीं दिया है तो आप हार गए हैं क्योंकि शायद दूसरों का दृष्टिकोण अधिक सार्थक था और यदि आपने अपने अहंकार को बहा दिया है और अपनी रक्षा करने की क्षमता छोड़ दी है तो आपको सीखने और तलाशने का अवसर खोने के बजाय एक अवसर प्राप्त होगा इसी तरह अधिक आत्मविश्वास एक हत्यारा हो सकता है क्योंकि यह आपको पता लगाने की अनुमति नहीं देता है विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है तर्क कुछ ऐसा है जिसे टालना और हमला करना है आप देखते हैं कि आपके पास इनमें से कुछ कौशल हैं विश्लेषण विश्लेषणात्मक कौशल वह चीज है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास होती है इसलिए वह फिर से बहुत सक्षम रूप से बहस कर सकता है तो यह आंक है लेकिन अगर वह अधिक रचनात्मक तरीके से विश्लेषण करता है तो वह खुद के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के साथ खड़ा होता है तो वह शायद बेहतर समाधान के लिए आएगा आप देखते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह साबित करना बहुत आसान है कि दूसरा व्यक्ति गलत है क्योंकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता है लेकिन क्या वह पर्याप्त अच्छा है क्या यह सही दृष्टिकोण है इसलिए इससे पहले कि हम रचनात्मकता के बारे में सीखना शुरू करें बुद्धिमत्ता का अहंकार एक ऐसी चीज है जिसे निर्धारित करना है पैटर्न और नए पैटर्न आप देखते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मस्तिष्क हेयुरिस्टिक निर्णय लेता है मुझे लगता है कि मैंने इस अंक को पहले भी बनाया है हमें शॉर्टकट की आवश्यकता है इसलिए हम कुछ निश्चित मार्ग बनाते हैं जो मजबूत होते हैं हम कुछ योजनाएं बनाते हैं जो मजबूत होती हैं और हम उन रूपरेखाओं के भीतर काम करते हैं जिस क्षण कोई समस्या आती है हम उसे हल करने के लिए उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन आप देखते हैं कि आगे चलकर डी बोनो के सादृश्य को ले कर फिर से अन्वेषण बंद हो जाता है यदि आप जीवन भर मुख्य सड़क से गाड़ी चला रहे हैं तो आप ऐसा करते रहते हैं और संभवत आपको याद आता है कि तब तक आपकी याद आती है जब तक कि आपकी कार टूट फुट न जाए क्या आप अन्य सड़कों से गुजर सकते हैं और कुछ बहुत ही नया रोमांचक खोज कर सकते हैं इसलिए आप नए संबंध बनाने में सक्षम हैं आप नई चीजों को देख पा रहे हैं आप नए अनुभव कर पा रहे हैं जिससे आप संबंधित हो सकते हैं और अगली बार आप अपने दोस्त को उन रास्तों पर ले जा सकते हैं इसलिए उपचुनावों की खोज करना एक ऐसी चीज है जिसमें पैटर्न होते हैं यदि आप पैटर्न के अनुसार काम करते हैं तो आप बाईपास का पता नहीं लगाते हैं अगले व्याख्यान में हम जिन विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं हम इन उपचुनावों को तोड़ने की कोशिश करेंगे अधिकांश रचनात्मक विचार तब तार्किक लगते हैं जब उन्हें वास्तव में सीखा गया हो या जब उन्हें वास्तव में लागू किया गया हो लेकिन शुरू में वे अतार्किक दिखते हैं तो यह उन चीजों में से एक है जिसे हमें ध्यान में रखना है इसलिए जब आप नए विचारों के साथ आते हैं तो वे स्पष्ट रूप से अतार्किक लग सकते हैं इसलिए और बाद में जब आप इसे देखते हैं तो बहुत तार्किक दो उदाहरण दिखते हैं एक तो वे बड़े कंप्यूटरों से स्थानांतरित होते हैं विशाल कंप्यूटर जो विश्वविद्यालय की इमारतों पर कब्जा कर लेते हैं और समकालीन पीसी के साथ और मोबाइल फोन के लिए बहुत कम शक्तिशाली होते हैं तो किसी को एक कदम उठाना पड़ा आप देखते हैं कि जिस पल किसी ने घर में कंप्यूटर के बारे में सोचा तब आपके पास एक स्थिति थी जहां हर घर में कंप्यूटर एक लोकोकी बाइट बन गए थे इसलिए यह एक और मुद्दा है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए टीकाकरण की अवधारणा के साथ जिसे आप देखते हैं या टीकाकरण करते हैं जहां आप रोगाणु के रूप में कीटाणुओं को शरीर में ला रहे हैं यह स्पष्ट रूप से विचार शुरुआत में हास्यास्पद लग रहा था इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमें इस तथ्य की जानकारी देते हैं कि जब कुछ बहुत ही मौलिक दिलचस्प विचार सामने आते हैं तो वे हास्यास्पद लगते हैं लेकिन बाद में वे बहुत तार्किक लगते हैं क्योंकि आप टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं तो यह कुछ ऐसा है जिसे ध्यान में रखना है जब आप गतिशील अन्वेषण कर रहे हैं तो रचनात्मक अन्वेषण स्पष्ट रूप से ऐसी चीजें हैं जो तार्किक लगते हैं जो अक्सर बुद्धिमता की अवधारणा से जुड़ा होता है यह कहना पड़ सकता है कि आपको उन्हें छोड़ना पड़ सकता है और ये कुछ तकनीके है पर फिर से हम अगले भाग में चर्चा करेंगे तो आप नए तरीके शिक्षण के नए तरीके देखते हैं आपके पास डी बोनो का उदाहरण है जिसका उल्लेख मैं सुगातो मित्रा से कर रहा हूं जिन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प अवधारणाओं के बारे में बात की थी मैं उनसे नहीं निपटूंगा आप Google करे और पता करें दीवार में छेद की अवधारणा जहां आप देखते हैं कि टेड टॉक में वह इंगित करता है कि आप देखते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत महान विस्तार से सीखने के लिए बाहर से प्रशिक्षकों की आवश्यकता नहीं है शिक्षकों को हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जानकारी तैर रही है सीखने की कुंजी स्वयं प्रेरणा है और कुछ करने के लिए एक अविलंबिता है जब ये दोनों चीजें संयुक्त हो जाती हैं तो आप बहुत प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम होते हैं वह जो हमें आश्वस्त करने की कोशिश करता है और एक निश्चित सीमा तक सफल होने का प्रबंधन करता है वह तथ्य यह है कि सीखना एक ऐसी चीज है जिसके लिए शिक्षकों की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है प्रेरणा की आवश्यकता होती है समर्थन की आवश्यकता होती है और जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है और एक प्यार अन्वेषण के लिए जरूरी है तो आप देखते हैं कि तर्क सत्य तर्क की खोज करते हैं अब ये कुछ चीजें थीं जो पश्चिमी परंपरा में हमारे पास आ गई हैं अगर आप समय अरिस्टोटेल सोकरतीस का तर्क को देख रहे हैं तो प्लेटो ने सत्य की खोज के बारे में बात की अरिस्टोटेल ने तर्क के बारे में बात की और आप देखते हैं कि ये परम्पराएँ हमारे सामने आ गई हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि उपनिवेशवाद के आगमन के साथ और वह सब विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में है अनुशासन के डर से इन चीजों का तर्क हमारे सामने आ गया है अब वे रचनात्मकता के लिए एक नए विचार की खोज करने के लिए कितने अनुकूल हैं जो सीखने के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है जो एक और मुद्दा है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा तो मुद्दा यह है कि इनमें से कई ऐसे हैं जो अभिसारी सोच के रूप में जाने जाते हैं तो क्या वे सभी स्थितियों के लिए पर्याप्त हैं या क्या हमें अन्य तरीकों से सोचने की जरूरत है तो आप परसेप्शन बनाम लॉजिक को देखते हैं और मैं आपके साथ जल्दी से साझा करना चाहूंगा कि डेविड पर्किन का लेख बहुत ही लोकप्रिय रूप से बताता है कि अधिकांश गलतियाँ यह हैं कि तार्किक गलतियाँ नहीं हैं लेकिन धारणा की गलतियाँ हमारे पास संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हैं जहां हम उदाहरणों के लिए बैंडवागन प्रभाव हर कोई कर रहा है जो मुझे ऐसा करने देता है इसलिए हम देखते हैं कि किसी तथ्य की धारणा मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं 1000 अन्य उदाहरण हैं और कम से कम 50 से 60 अलग अलग संज्ञानात्मक आधार होने चाहिए यदि आप उन्हें विकिपीडिया में खोजते हैं और ये विभिन्न प्रकार के हैं और ये सभी हमारे विचार प्रक्रियाओं में त्रुटियों के बारे में हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार की खामियां हैं उनमें से कुछ इसलिए हैं क्योंकि मस्तिष्क एक त्वरित शॉर्टकट समाधान ढूंढना चाहता है कुछ इसका कारण यह है कि हमारी धारणा के रूप में यहाँ संकेत दिया गया है कि हम गलत धारणा रखते हैं उदाहरण के लिए साहित्य अनुसंधान हमें बताता है कि अधिकांश गवाह बहुत विरोधाभासी या बहुत कुछ दे सकते हैं जो हमें अप्रत्याशित और अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा है क्योंकि आप देखते हैं कि हमने पहले जिस तरह की चर्चा की है वैसी धारणा हमारे अपने दिमाग से आती है इसलिए आप देखते हैं कि यदि आप उन्हें एक विशेष तरीके से प्रेरित करते हैं तो वे विभिन्न विसंगतियों के साथ आएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा था और जब मन की बात आती है तो उनमें से कई अवधारणात्मक पक्षपात होते हैं जब हमने भ्रम की बात की तो अवधारणात्मक पूर्वाग्रह थे जब हम प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं जब हम मस्तिष्क धोने के बारे में बात कर रहे हैं ये अवधारणात्मक पूर्वाग्रह हैं जब हम इसके लिए अनुनय के बारे में बात कर रहे हैं कि एक अवधारणा के रूप में अनुनय के लिए जैसा कि हमने किया है कि यह भी अवधारणात्मक पूर्वाग्रह है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंडवागन प्रभाव जहां मुझे लगता है कि मेरे 10 दोस्त एक खास काम कर रहे हैं उसे बिना सोचे समझे कह रहे हैं तो शायद मैं कहूं कि यह सबसे सुरक्षित चीज है क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है शायद यह सही काम है क्योंकि मन आलसी है इसलिए धारणा बदलना बुद्धिमत्ता का विषय नहीं है बल्कि इच्छा है यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप आमतौर पर धारणा नहीं बदलते हैं वास्तव में ऐसे मामलों में यदि आपके पास बुद्धि का अहंकार है तो धारणा बदलना बहुत मुश्किल है दूसरी तरफ अगर आपके पास यह कहने की इच्छा है कि यद्यपि मैं शायद बहुत बुद्धिमान हूं फिर भी मुझे बहुत कुछ सीखना है मैं गलत होने में सक्षम हूं और मुझे सीखने की जरूरत है और जहां भी आवश्यकता हो मैं एक अलग तरीके से सोच सकता हूं और जो कुछ मैंने पहले सीखा है उसे अनसुना कर दूँ अब और अगर आप ये कदम उठाते हैं तो शायद ये मानसिक गतिविधियां भविष्य में अधिक से अधिक रचनात्मक बनने के लिए बदते कदम हैं ठीक है इसलिए बुद्धि का अहंकार एक ऐसी चीज है जिसका हम सभी को ध्यान रखना पड़ता है डिजाइन और विश्लेषण के बीच का अंतर विश्लेषण पर ध्यान देने के बजाय डिजाइन पर केंद्रित है जिसे हम रचनात्मकता कहें बुद्धि और सच्चाई पर ध्यान केंद्रित न करें लेकिन संभावनाएं और प्रासंगिकता पर करे इसके साथ ही मुझे आशा है कि आपने अगला कदम उठाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है जहाँ आप अपने मन की भ्रांतियों को अनदेखा करेंगे आप इस तथ्य से अधिक सतर्क रहेंगे कि आप घमंडी नहीं हैं आप नए विचारों के लिए अधिक खुले हैं आप अपने दिमाग को अवरुद्ध नहीं करते हैं और यद्यपि आप बुद्धिमान हैं आप कम बुद्धिमान लोगों को कम नहीं आंकते हैं लेकिन कुछ निश्चित बिंदु हो सकते हैं जो कुछ भावना बनाते है और अधिक रचनात्मक विचार के साथ आने की दिशा में आगे बढ़ें क्योंकि एक छोटे से तरीके से हम निश्चित रूप से अभी अधिक रचनात्मक हो सकते हैं अगर हम चीजों को थोड़ा अलग तरीके से सोचने और तलाशने की कोशिश करते हैं